पिछली कक्षा में हमने एंटीना की डिरेक्टिविटी और गैन देखा है अब अगर हम फिर डिरेक्टिविटी फंक्शन और गैन फंक्शन को दोहराते हैं वे एक एंटीना के दिशात्मक व्यवहार को दर्शाते हैं इसका मतलब है अंतरिक्ष में विभिन्न दिशाओं में यह कितनी शक्ति विकीर्ण करता है लेकिन उनके बीच एक निश्चित अंतर है जो हमनें पिछले व्याख्यान में नहीं लिया था तो आज हम उसी के साथ शुरू करेंगे अगर हम डिरेक्टिविटी फंक्शन और गैन फंक्शन दोनों के अंश को देखते हैं तो वे उस विशिष्ट कोण पर समान हैं विकिरण की तीव्रता क्या है लेकिन उनके हर अलग हैं डिरेक्टिविटी के मामले में हर आइसोट्रोपिक ऐन्टेना द्वारा विकिरणित शक्ति है और गैन के मामले में यह आइसोट्रोपिक ऐन्टेना का इनपुट पावर है तो इसे याद याद रखने के लिए मूल रूप से एक आरेख सहायक है मान लीजिए कि मेरे पास एक रेडिएटिंग एंटीना है तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन को हम इसे ऐन्टेना के आउटपुट टर्मिनल की तरह कुछ कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद तरंग को मुक्त स्थान में लॉन्च किया जा रहा है तो यह मूल रूप से डिरेक्टिविटी रेफेरेंस है इसका अर्थ है डिरेक्टिविटी फंक्शन के हर में मूल रूप से हम कहते हैं कि एक आइसोट्रोपिक रेडिएटर द्वारा विकीर्णित शक्ति इसका मतलब है कि यह विकिरण यहाँ हो रहा है तो यह प्लेन डिरेक्टिविटी रेफेरेंस है जबकि यह हमें देखेगा कि यह एक ट्रांसमिशन लाइन है और यह एंटीना की शुरुआत है इसे हम एंटीना के इनपुट टर्मिनल भी कहते हैं एंटीना के इनपुट टर्मिनल तो इस बिंदु पर यह गैन रेफेरेंस प्लेन है इसलिए गैन यहां रेफेरेंस है कि एक आइसोट्रोपिक ऐन्टेना को कितनी शक्ति दी जाती है तो इसका मतलब है कि क्या हो रहा है तो यहाँ बिजली आ रही है यहाँ से बीच में शक्ति विकीर्ण हो रही है तो यहाँ क्या हो सकता है एक चीज जो आप देखते हैं कि इस शक्ति को देते समय कुछ शक्ति परिलक्षित हो सकती है वह एक असंतुलन है तो यह डिरेक्टिविटी में मौजूद नहीं है इसी तरह कुछ शक्ति शायद यहाँ खो गई है वह भी डिरेक्टिविटी में मौजूद नहीं है तो यही कारण है कि हम वास्तव में इस गैन फंक्शन theta से संबंधित हैं phi जो कि डिरेक्टिविटी फंक्शन theta phi से संबंधित हो सकते हैं जाहिर है वे आनुपातिक हैं आनुपातिक स्थिरांक एक दक्षता है तो आप देखते हैं कि गैन वास्तव में सभी दक्षता का ध्यान रखता है अब कई क्षमताएँ हैं जो एक एक करके अपना योगदान देती है हैं उन्हें देखेंगे तो पहली दक्षता जो आ सकती है जैसा कि मैंने कहा कि एक ट्रांसमिशन लाइन है और फिर एंटीना शुरू हो रहा है तो यह एंटीना का इनपुट टर्मिनल है आमतौर पर हम इसे इनपुट टर्मिनल कहते हैं तो यहाँ अगर एक इम्पीडेन्स मिसमैच है तो कुछ परावर्तन होगा तो इस रिफ्लेक्शन के कारण मिसमैच होने के कारण एक दक्षता होगी तो इसे हम आम तौर पर ρr रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी कहते हैं और यह शक्ति का पद है आमतौर पर अगर वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट gamma है तो 1 minus gamma square या 1 minus gamma into 1 minus gamma star जो भी हो ऐसा है तो यहां इसका मतलब है कि हम रिफ्लेक्शन एफिशिएंसी कह सकते हैं तो यह दक्षता का एक हिस्सा है इसका मतलब है कि अगर मैं अब कहता हूं कि तो प्रतीक ρ का उपयोग करते है तो मैं यह कह सकता हूं कि ρ कुछ ρr into कुछ ओर जैसा होगा जो एक एक करके आएगा दूसरा भाग एंटीना में होगा ऐन्टेना में कुछ धात्विक संरचनाएं होती हैं जिससे जाहिर तौर पर अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक धारा के रूप में होता है तो कुछ प्रतिरोध होगा जिससे कुछ लॉस होगा इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यदि यह एंटीना है तो धातु संरचना पर यहाँ चालन धारा प्रवाहित होगी जिससे यह वृद्धि को जन्म देगा हम कह सकते हैं कि यह चालन धारा प्रवाह ic है तो इससे दक्षता बढ़ेगी जो कंडक्टर लॉस है और बाद में हम देखेंगे कि इस कंडक्टर लॉस की गणना कैसे करें तो यह मूल रूप से हम कह सकते हैं कि चालक की दक्षता हैं मूल रूप से एक धातु या एक चालक में I square R loss है इसी तरह डाइलेक्ट्रीक्स में शक्ति अपव्यय होगा जैसे कि कुछ भी नहीं है वहाँ डाइलेक्ट्रिक है या कई एंटेना में कई डाइलेक्ट्रिक हैं तो उसमें विस्थापन धारा होगा और मैं फिर से कह सकता हूं कि ऐसी धाराएं होंगी जो मूल रूप से डाइलेक्ट्रिक धारा id कह सकता हूं तो बीच डाइलेक्ट्रिक धाराएं id भी होंगी तो उसके कारण लॉस होगा तो डाइलेक्ट्रिक दक्षता आदि तो अब मैं इसे पूरा कर सकता हूं कि ρ ρd गुणा ρr गुणा ρr हो जाएगा लेकिन एक और ऐसा भी होगा जिसकी हमने बात नहीं की है लेकिन बाद में हम देखेंगे कि एंटीना में एक पोलराइजेशन होता है तो यदि एंटीना नहीं है यदि पोलराइजेशन में एक मिसमैच है और एंटीना का पोलराइजेशन है तो एक पोलराइजेशन मिसमैच लॉस होता है तो जो हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन यहां मैं उस पद का परिचय देता हूं जो एक और होगा जो कि द्विपदीय पोलराइजेशन मिसमैच के कारण है यदि पोलराइजेशन मैच है तो अधिकतम शक्ति निकाली जा सकती है तो पोलराइजेशन मिसमैच लॉस यह PLF है तो यह एक दक्षता को बढ़ाता है जिसे rho PLF कहा जाता है तो अंत में हम कह सकते हैं कि ρ कुछ और नहीं लेकिन ρr ρc ρd ρPLF है यहां मैं यह कहना चाहता हूं हम पहले ही इन पर चर्चा कर चुके हैं अब यह gamma यह gamma अच्छी तरह से ज्ञात है कि अगर इन एंटेना से मान लें कि एंटेना एक इम्पीडेन्स ZA दे रहा है और इस प्रसारण लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Z0 है तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट gamma ZA minus Z0 by ZA plus Z0 होगा तो वहाँ से हम वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफ़िशिएंट की गणना कर सकते हैं और वहाँ से हम यह जान सकते हैं कि पावर लॉस क्या है तो ये ऐसी बातें हैं जो नहीं कही गईं हैं तो इसका मतलब यह है कि गैन यह डिरेक्टिविटी की तुलना में एक अधिक उपयोगी मात्रा है हालांकि दोनों ही निर्देशित प्रकृति देता है दोनों ऐन्टेना की निर्देशित प्रकृति है लेकिन गैन इस क्षमता को भी ध्यान में रखता है इसलिए आखिरकार अंत में मैं समझता हूं कि मैंने कितनी शक्ति दी है और वास्तव में यह कितना दे पाया है अब एक संबंधित शब्द है कभी कभी काम आता है क्योंकि आप जानते है कोई भी एंटीना वास्तव में ट्रांसमिटिंग मोड में होता हैं यह एक ट्रांसमीटर के साथ जुड़ा हुआ है तो ट्रांसमीटर लोग कभी कभी एक और शब्द का उपयोग करते हैं जो इस गैन से संबंधित है जिसे EIRP कहा जाता है प्रभावी आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर EIRP अब EIRP की अवधारणा क्या है यह एक एंटीना को दी गई इनपुट पावर और एंटीना के गैन का एक गुणा है क्योंकि अंत में यह कहता है कि एक विशेष दिशा में मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रांसमीटर है और उस ट्रांसमीटर में एक एंटीना है उस एंटीना का एक गैन है तो एक विशेष दिशा में इस दिशा में यह गैन G है तो अंततः अगर यह ट्रांसमीटर मुझे पावर Pr दे रहा है तो मुझे इस दिशा में प्रभावी रूप से Pr into G रूप में एक शक्ति मिल रही है यही कारण है कि इस तरह से यह आइसोट्रोपिक शब्द आता है जैसे कि मेरे पास एक आइसोट्रोपिक ऐन्टेना है इसलिए दी गई कुल शक्ति Pr into G है एक वास्तविक ऐन्टेना के लिए शक्ति Pr है लेकिन इसे गैन से गुणा किया जा रहा है क्योंकि यह एक विशेष गैन है तो इस दिशा में उस राशि की शक्ति लगाई जा रही है लेकिन यह शब्द EIRP कहलाता है अब ट्रांसमीटर लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं या आप अंतरिक्ष वैज्ञानिक को देखेंगे जो वे आम तौर पर इसका उपयोग करते हैं क्योंकि मान लें कि मेरे पास 1 वाट की शक्ति वाला एंटीना है और 10 का गैन है और एक अन्य ट्रांसमीटर प्रणाली है जहां मेरे पास 10 वाट की शक्ति है लेकिन एंटीना का गैन 1 है अब वे दोनों वास्तव में प्रभावी रूप से एक ही चीज दे रहे हैं क्योंकि एक में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर शक्ति है लेकिन गैन कम है इसलिए प्रभावी रूप से यह दो समान हैं इसलिए वे वास्तव में दो चीजों को शामिल करके इसे दो समान बनाते हैं वास्तव में लिंक बजट गणना के लिए यह पर्याप्त है लेकिन अगर आप एक डिजाइनर के लिए रुचि रखते हैं तो यह एक अच्छा पैरामीटर नहीं है क्योंकि हम एंटीना के लिए अधिक गैन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही EIRP आप इस दोनों मामलों में उपयोग करते हैं क्योंकि जाहिर है एक एंटीना दूसरे की तुलना में गैन में 10 गुना बेहतर है तो जाहिर है ऐन्टेना के मामले में यह एक बेहतर डिजाइन है तो ऐन्टेना लोग इस EIRP शब्द का अधिक उपयोग नहीं करते हैं लेकिन एक लिंक बजट गणना के रूप में आपको यह देखना चाहिए इसके अलावा हमने विभिन्न कुशलताओं के बारे में चर्चा की है विशेष रूप से धारा तत्व के मामले में जब हमने उस समय देखा है कि धारा तत्व एक बहुत ही अकुशल रेडिएटर है हमने इसे दिखाने के लिए दो तीन संख्यात्मक उदाहरण लिए हैं वास्तव में इसका कारण है इसका एक कारण वास्तव में यह गैन है यह एंटीना के विभिन्न मापदंडों पर निर्भर है अब उस में से एक एंटीना का आकार है एंटीना का विद्युत आकार अब धारा तत्व एक बहुत ही छोटे आकार का एंटीना है हम प्लानर एंटेना आदि भी देखेंगे वहाँ एक शब्द ओर भी है जिसे हमने अभी पेश नहीं किया है जिसे प्रभावी क्षेत्र कहा जाता है इसलिए यह फिर से विद्युत प्रभावी क्षेत्र है तो यदि किसी भी एंटीना के पास पर्याप्त विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसकी दक्षता खराब होगी अब आगे हम एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर पर जाते हैं जो कि एंटेना का होता है जिसे हाफ पावर बीमविड्थ कहा जाता है अब आप इसे भी देखें क्योंकि आम तौर पर हमने देखा है जब एक एंटीना का विकिरण पैटर्न यह होता है कि आमतौर पर प्रत्येक एंटीना के साथ एक मुख्य बीम जुड़ा होता है तो अधिकांश शक्ति मुख्य बीम में केंद्रित है तो इसीलिए वह बीम कितना चौड़ा है जो एक उपयोगी मानदंड है इसलिए अगर मेरे पास बहुत छोटी बीम है लेकिन मेरे पास पर्याप्त शक्ति है तो यह अच्छा है इसका मतलब है कि एंटीना बहुत ही निर्देशक है तो इसीलिए लोग इसे लेकर आए मान लीजिए कि यह मुख्य बीम है जाहिर है वहाँ साइड बीम भी है मैं उसकी नहीं बना रहा हूँ अब यहाँ से और हम कहते हैं कि मैं किस प्लेन में यह पैटर्न देख रहा हूँ क्योंकि हमने पैटर्न एक तीन आयामी पैटर्न में देखा है लेकिन यह पैटर्न एक ऐसे प्लेन में है जहाँ मेरे पास विकिरण की अधिकतम दिशा है इसलिए एक प्लेन जिसमें एक बीम की अधिकतम दिशा जिसमें दो दिशाओं के बीच का कोण है इसलिए मैं दो दिशाएं खींचता हूं मैं यह दो दिशा में कैसे चित्रित कर सकता हूँ यह अधिकतम विकिरण दिशा है अब मैं उस स्थान पर रखता हूँ जहाँ अधिकतम की आधी शक्ति होती है इसलिए यह एक बिंदु है जहां मेरे पास आधी शक्ति है यह एक बिंदु दो है जहां हमारे पास आधी शक्ति है तो उनके बीच के ये कोण हाफ पावर बीमविड्थ कहलाते है इसलिए मैं विकिरण पैटर्न से मुख्य बीम को प्राप्त कर सकता हूं मैं अधिकतम का पता लगाता हूं और अधिकतम से मैं दो बिंदुओं का दो तरफ से पता लगाता हूं आमतौर पर मुख्य बीम अधिकतम के साथ सममित होता है सममित या कम से कम इसके दो साइड्स होती हैं तो वहाँ हम उन दोनों के बीच के कोण पर पता लगाते हैं जिसे हाफ पावर बीमविड्थ कहा जाता है इसके अलावा कभी कभी इसे स्पष्ट कारणों से 3 dB बीमविड्थ कहा जाता है क्योंकि आधी शक्ति के कारण मेरे पास एक आधी शक्ति है जो 3 dB है अब वास्तव में हमारे पास कुछ अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जैसे कि कभी कभी लोग 10 dB बीमविड्थ कहते हैं 10dB बीमविड्थ का मतलब है कि जो भी शक्ति मेरे पास है उसकी आधी लगाने के बजाय अधिकतम की दसवीं शक्ति लगता हूँ इसलिए यदि यह बिंदु अधिकतम का दसवां हिस्सा है तो यह बिंदु अधिकतम का दसवां हिस्सा है तो इस कोण को 10 dB बीमविड्थ कहा जाएगा कभी कभी हम null to null बीमविड्थ भी कहते हैं null to null बीमविड्थ का अर्थ है एक null और दूसरा null मान लीजिए आम तौर पर अगर हमारे पास इस तरह की चीजें हैं तो यह एक null है यह दूसरा null है तो यह कोण null to null बीमविड्थ है पोलर प्लॉट में आप देखते हैं कि यह दिशा null है यह दिशा null है तो यह कुल कोण null to null बीमविड्थ है इसलिए आमतौर पर इस तरह है यदि कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है जब शिथिलता से हम केवल यह कहते हैं तो यह हाफ पावर बीमविड्थ या 3 dB बीमविड्थ से होगा अब वहाँ संबंधित पैरामीटर है कि मुझे पता है कि मुख्य बीम की चौड़ाई क्या है लेकिन मैं कितना कुशल हूं क्योंकि मैं साइड बैंड में कितनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूं और मुख्य बीम में कितनी कुशलता से डाल रहा हूं तो उस पैरामीटर को बीम दक्षता कहा जाता है तो बीम दक्षता क्या है आप जो कुछ भी कहते हैं आप देखते हैं यह मुख्य बीम के भीतर शक्ति भाग एंटीना द्वारा प्रेषित शक्ति इसका मतलब है एक दिशा सहित सब कुछ वगैरह वगैरह तो गणितीय रूप से इससे कैसे निपटा जाए आप देखें यह आसान है हम जानते हैं कि अगर यू theta phi विकिरण दक्षता है तो अगर मैं इन्हें ठोस कोण से गुणा करता हूं और अगर मैं एक बार उचित लेता हूं तो उचित सीमाएं ले कर वही सूत्र अब मैं प्राप्त कर सकता हूं आप पहले से ही क्या देख चुके हैं d ओमेगा क्या है डी ओमेगा कुछ भी नहीं है लेकिन sin theta d theta d phi है तो मैं उसे sin theta d theta d phi डाल सकते हैं अब मीन बीम क्या है आप 0 से 2 pi देख सकते हैं और यहां मैं बहुत आसानी से 2 से बीमविड्थ भाग 2 कर सकता हूं आप देखें कि अगर मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं 0 से 2 pi ले रहा हूं मैं वास्तव में एलीवेशन प्लेन में हूं अगर मेरे पास बीमविड्थ theta b है तो 0 से theta b यह मुख्य बीम में शक्ति है और यहाँ शक्ति क्या है यहां आप सभी बिंदुओं को लेते हैं इसलिए सभी संभव कोण 0 से pi यह आपको वास्तव में बीम दक्षता देगा इसलिए मूल रूप से हमें विशेष रूप से रेडियो खगोल विज्ञान या राडार रेडियोमेट्री के लिए आवश्यकता होती है जहां आपको अपनी कुशलता से अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है उस समय यह बीम दक्षता 90 प्रतिशत या उससे अधिक के क्रम की होनी चाहिए विशेष रूप से रेडियो खगोल विज्ञान के लोग क्योंकि उन्हें एक रेडियो स्टार आदि से बहुत कम प्रतिक्रिया मिल रही है अब अगर वे इसे मुख्य बीम में नहीं डाल सकते हैं तो वे कई बार इसका पता नहीं लगा पाएंगे इसी तरह एक राडार इसे अपनी अधिकतम शक्ति को लक्ष्य दिशा में इंगित करना होगा इसे अनावश्यक रूप से साइड लॉब्स आदि में उपयोग नहीं करना चाहिए इससे इंटरफेरेंस होगा और यह डिटेक्शन में समस्या पैदा करेगा इसलिए बीम दक्षता एंटेना के विनिर्देश में से एक है अब अगला एक और विनिर्देश आता है यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के लिए है यह महत्वपूर्ण है यह एक संबंधित शब्द है भ्रमित मत हो यह बैंडविड्थ है इसलिए हमने बीमविड्थ देखा है अब हम बैंड बैंडविड्थ के बारे में चर्चा करेंगे अब बैंडविड्थ परिभाषा क्या है बैंडविड्थ आवृत्तियों की रेंज है जिसके भीतर कुछ विशेषता के संबंध में एंटीना का प्रदर्शन जैसे कि हमने जो भी चर्चा की है कि हमने विभिन्न मापदंडों पर चर्चा की है तो उन मापदंडों में से कुछ किसी दिए गए मानक या निर्दिष्ट मानक या विनिर्देश की पुष्टि करते हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि बैंडविड्थ और कुछ नहीं है लेकिन आवृत्ति की रेंज की एक सीमा है जिसके भीतर एंटीना प्रदर्शन संतोषजनक है अब मुझे इससे क्या मतलब है आप देखते हैं कि मान लें कि गैन एंटीना के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है तो मैं कह सकता हूं कि आवृत्ति की रेंज की सीमा के भीतर एंटीना का गैन प्राप्त होता है जो कम से कम 10dB होना चाहिए तो वह 10 डीबी आवृत्ति बैंडविड्थ कहा जाएगा अब वाइड बैंड एंटेना के लिए अब यह क्या है हमें व्यापक बैंडविड्थ की आवश्यकता है क्योंकि वास्तव में एक विशेष सिग्नल के लिए बैंड में वृद्धि होती है इसलिए हम विस्तृत बैंडविड्थ चाहते हैं अब उस मामले में हमेशा इस रेंज के बजाय कभी कभी हम कहते हैं कि मैं आवृत्ति की सीमा के बजाय वाइड बैंड कहूंगा हम कहते हैं कि कम आवृत्ति रेंज भाग ऊपरी आवृत्ति ऊपर और निचे के बीच का अंतर है लेकिन अगर आप ऊपरी को निचे से विभाजित करते हैं तो कभी कभी आप देखेंगे कि एक वाइडबैंड एंटीना लोगों का कहना है कि बैंडविड्थ 10 is to 1 है इसका मतलब है कि ऊपरी आवृत्ति का संतोषजनक ऑपरेशन by निचली आवृत्ति का ऑपरेशन संतोषजनक जो की 10 is to 1 है नैरो बैंड एंटेना उनके लिए आम तौर पर एक केंद्र आवृत्ति होती है इसलिए स्वीकार्य आवृत्ति की सीमा के भीतर एक केंद्र आवृत्ति है और लोग निर्दिष्ट करते हैं कि दोनों तरफ उस केंद्र आवृत्ति का आप कितना ले सकते हैं तो लोग कहते हैं कि 5 प्रतिशत बैंडविड्थ अब 5 प्रतिशत बैंडविड्थ का अर्थ क्या है 5 प्रतिशत बैंडविड्थ का मतलब है स्वीकार्य संचालन की आवृत्ति अंतर बैंडविड्थ की केंद्र आवृत्ति से 5 प्रतिशत है 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत आदि दरअसल विषय एंटीना की विशेषता है कि यदि आप विभिन्न विशेषताओं जैसे गैन या इम्पीडेन्स आदि के लिए एंटेना की आवृत्ति प्रतिक्रिया लेते हैं तो वे समान रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं गैन की एक विशेष आवृत्ति प्रतिक्रिया होती है इम्पीडेन्स की अपनी दूसरी आवृत्ति प्रतिक्रिया हो सकती है पैटर्न की अपनी एक दूसरी आवृत्ति प्रतिक्रिया हो सकती है इसलिए इसीलिए जब हम बैंडविड्थ कह रहे हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा अब हम किस बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं इसलिए हम देखेंगे कि लोग इम्पीडेन्स बैंडविड्थ की बात करते हैं इसका मतलब है कि एंटेना इम्पीडेन्स कम से कम कितना अधिक भीतर होना चाहिए आप जानते हैं VSWR एक मानक के संबंध में इम्पीडेन्स का माप है विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के साथ तो इम्पीडेन्स बैंडविड्थ एक शब्द है इसीलिए हम देखेंगे कि बहुत से लोग एंटेना की विशेषता बताते हैं 10dB इम्पीडेन्स बैंडविड्थ इसका मतलब है हमारा VSWR या प्रतिबिंब गुणांक 10dB है तो वास्तव में इम्पीडेन्स बैंडविड्थ का चरित्रांकन है इसी तरह पैटर्न बैंडविड्थ आदि हो सकते हैं लेकिन सभी में एक ही बात है कि मेरी स्वीकार्य आवृत्ति सीमा क्या है जहां पर ऐन्टेना पैरामीटर है जो निर्दिष्ट है जो मुझे स्वीकार्य है या जो विनिर्देश के भीतर है अगली अवधारणा जो आएगी वह एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे पोलराइजेशन कहा जाता है लेकिन मुझे लगता है कि इस समय के लिए इतना ठीक है हमें इसे आगे देखने की आवश्यकता होगी इसलिए इस व्याख्यान में हमने जो देखा है वह यह है कि वास्तव में एंटेना में दक्षता की अवधारणा क्या है विशेष रूप से एंटेना के गैन फंक्शन और प्रत्यक्षता फंक्शन के बीच अंतर क्या है इसलिए हमने विभिन्न कुशलताएं देखी हैं और उसके बाद हमने बीमविड्थ की अवधारणा और बैंडविड्थ की अवधारणा को देखा है तो यह तीन एंटीना पैरामीटर हमने इस व्याख्यान में देखे हैं कुछ अन्य एंटीना पैरामीटर हम अगले व्याख्यान में देखेंगे